IIoT के लिए SDN पर पिछले व्याख्यान में हमने 2 चीजों को देखा सबसे पहले हमने समझा कि SDN आर्किटेक्चर क्या है जेनेरिक SDN आर्किटेक्चर के विभिन्न घटक क्या हैं और उसके बाद हमने इस IIoT विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान दिया और SDN और IIoT को कैसे Integrate कर सकते हैं IIoT की इन विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत अधिक कुशल तरीके से करना हम आगे इसे जारी रखते हुए अब हम इस विशेष व्याख्यान में विभिन्न नेटवर्क परिदृश्यों के लिए SDN प्रावधान के कुछ अलग समाधानों और कहाँ लागूकर सकते हैंयह देखने जा रहे हैं इसलिए अगर हम SDIIoT के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के नेटवर्क हैं पारंपरिक नेटवर्क जैसे इंटरनेट सार्वजनिक नेटवर्क सेंसर नेटवर्क जो IIoT के लिए अधिक विशिष्ट हैं और आपके पास यह क्लाउड विशेष रूप से उद्योग ग्रेड क्लाउड विभिन्न सेंसर को जोड़ने वाले औद्योगिक पारंपरिक बस नेटवर्क हैं और डिवाइस लेयर हैं तो आप SDN को कैसे सक्षम कर सकते हैं वह हम बहुत उच्च स्तर पर देखने जा रहे हैं विशेष रूप से हम इनमें से प्रत्येक आर्किटेक्चर में मुख्य कठिन क्षेत्रों की पहचान करने की कोशिश करते हैं जहाँ SDN को लागू करना चुनौती देगा और आप कैसे इन विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैंयही हम इस विशेष व्याख्यान में देखने जा रहे हैं इसलिए पहले हम सेंसर नेटवर्क से शुरू करते हैं सेंसर IoT और IIoT के लिए महत्वपूर्ण हैं इसलिए अगर हम वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर Defined सेंसर नेटवर्क प्लेटफॉर्म इसका मतलब है कि मौजूदा सेंसर नेटवर्क जिसे आप सॉफ्टवेयर से परिभाषित करना चाहते हैं यदि आप यह करना चाहते हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है तो यह मूल रूप से सेंसर की निगरानी डेटा ACQUISITION और MANAGEMENT और इन सेंसर और सेंसर नेटवर्क के OPTIMIZATION के मुद्दे हैं इसलिए आमतौर पर आप इस तरह के एक SDN या SDN सक्षम सेंसर नेटवर्क का एक दृश्य प्राप्त करेंगे आप डेटा प्लेन पर बहुत नीचे जा रहे हैं डेटा प्लेन में ये सभी अलग अलग सेंसर होंगे जो अलग अलग एक्सेस कंट्रोल एक्सेस डिवाइसेस के जरिए आपस में जुड़े हो सकते हैं और डेटा प्लेन सेंसर के ये विभिन्न उपकरण इन विभिन्न परिवहन उपकरणों कारों बसों आदि में हो सकते हैं या वे अलग अलग औद्योगिक इमारतों या अलग अलग हिस्सों में हो सकते हैं फिर आपके पास नियंत्रण स्तर है इस नियंत्रण स्तर में मूल रूप से सेंसर MONITORING डेटा ACQUISITION और MANAGEMENT और OPTIMIZATION के लिए अलग अलग घटक हैं AUTONOMOUS SYSTEMS में स्वयंOPTIMIZATION बहुत महत्वपूर्ण है संपूर्णself adaptation और Self management को एक सॉफ्टवेयर परिभाषित सेंसर नेटवर्क आर्किटेक्चर में लागू किया जाना है और इससे पहले कि हम इन सभी विभिन्न Applications के उपयोग fault tolerance उत्पादन योजना व्यक्तिगतउत्पादन के मुद्दों का ख्याल रखते हैं बिलिंग और Businesslogic implementationऔर सभी विभिन्न Applications का ध्यान रखा जाता है तो अब हम इस विशेष नियंत्रण स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हैं इसलिए हमें विशेष रूप से एक Autonomous management और अनुकूलन के दृष्टिकोण से सेंसर Monitoring डेटा Acquisition Management और व्यक्तिगत के मुद्दों का ध्यान रखना होगा तो इन 3 घटकों के रूप में आप जल्द ही देखेंगे अलग अलग अन्य नेटवर्क सेटिंग्स में भी बार बार दोहराएंगे इंटरनेट पर सार्वजनिक नेटवर्क को सामान्य रूप से देखेंगे इसलिए सार्वजनिक नेटवर्क में स्विच रूटर्स और एक्सेस डिवाइस जैसे विभिन्न घटक शामिल होंगे तो ये वही हैं जो डेटा प्लेन में होंगे एप्लिकेशन लेयर में मूल रूप से आपके पास जो कुछ भी हमने पहले के बारे में बात की थी वह अधिक या कम ही बदलती है लेकिन यहां पर Control नेटवर्क में सार्वजनिक नेटवर्क के संदर्भ में आपके पास इसी तरह की चीजें हैं जैसे कि हमने जिस तरह सॉफ्टवेयर परिभाषित सेंसर नेटवर्क के संदर्भ में समस्याओं पर चर्चा की है इसलिए यहां हम नेटवर्क Monitoring फिर Data Transmission सेवा और विशेष रूप से Autonomous managementऔर व्यक्तिगत रूप के बारे में बात कर रहे हैं यह उन लोगों के समान है जो आपने सॉफ्टवेयर परिभाषित सेंसर नेटवर्क के लिए Controlलेयर में देखा था औद्योगिक क्लाउड के संदर्भ में जैसा कि हमने देखाहै क्लाउड बहुत महत्वपूर्ण है डेटा सेंटर और क्लाउड डेटा सेंटर नेटवर्क विशेष रूप से क्लाउड IIoT को लागू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और सॉफ्टवेयर क्लाउड IIoT को औद्योगिक क्लाउड सेटिंग्स के लिए परिभाषित किया गया है जिसे आपको नियंत्रण प्लेन में पाए जाने वाले मुद्दों की देखभाल करने की आवश्यकता है इसलिए यहां हमें प्रोसेस यूनिट मॉनिटरिंग डेटा प्रोसेसिंग सर्विस जैसे मुद्दों का ध्यान रखना होगा और फिर से यह मैनेजमेंट और ऑप्टिमाइज़ेशन पहले जैसे ही रहेंगे इसलिए प्रोसेसिंग और प्रोसेस यूनिट मॉनिटरिंग ये वही हैं जो Management और Control प्लेन में व्यक्तिगतरूप से उपयोग के अलावा हैं ये IIoT सेटिंग्स में औद्योगिक क्लाउड सॉफ़्टवेयर परिभाषित औद्योगिक क्लाउड में Controlप्लेन के निर्माण यूनिट हैं अगर हम औद्योगिक बस नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं तो औद्योगिक बस नेटवर्क में क्या होने वाला है डिवाइस लेयर पर आपके पास यह औद्योगिक संचार औद्योगिक बस है जिसमें ये विभिन्न सेंसर और अन्य नेटवर्क उपकरण औद्योगिक बस में फिट किये जाने हैं तो यह आपका औद्योगिक बस नेटवर्क है और जिसके लिए अलग अलग सेंसरों वाली यह सभी मशीनरी फिट की जा रही हैं और हमेशा की तरह सबसे ऊपर आपके पास ये एप्लिकेशन हैं लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ये औद्योगिक बस नेटवर्क के लिए विशिष्ट कंपोनेंट्स हैं तो आपके पास यहां बस स्टेटकी monitoring डेटा प्रोसेसिंग सेवाmanagement और ऑप्टिमाइजेशन है इसलिए अलग अलग सेटिंग्स और विभिन्न आर्किटेक्चर के लिए सॉफ्टवेयर परिभाषित नेटवर्क हैं यहविभ्भिन प्रकार के अनुसंधानों और विशेष रूप से IoT और IIoT के लिए एवं सॉफ्टवेयर परिभाषित नेटवर्क के लिए सेवा कर रहे हैं IIoT औद्योगिक सेटिंग्स आवश्यकताएँ अधिक विशिष्ट हैं यहाँ पर कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं हैं तो एक वर्किंग ग्रुप है जिसे 6TiSCH वर्किंग ग्रुप के रूप में जाना जाता है यह मूल रूप से TSCH है जो टाइम शेड्यूल्ड चैनल होपिंग के लिए है तो अगर हमTime Scheduled Channel Hoppingकहते हैं तो वास्तव में हम किस बारे में बात कर रहे हैं चैनल एक समय slotted तंत्र में hopping है जहाँ पर समय स्लाइस होंगे और इन अलग अलग समय स्लाइस या अलग अलग डिवाइसों औरcontroller को उसी समय टाइम स्लॉट असाइन कर रहे हैं यह विशेष सॉफ्टवेयर परिभाषित 6TiSCH मूल रूप से इसी बारे में बात करता है यह एक बहुत बड़ा काम है जो बहुत संक्षेप में चल रहा है मुझे केवल आपको हाइलाइट्स देने हैं लेकिन अगर आपको इससे आगे जानने की आवश्यकता है तो यह विशेष रचना है जिसे आप संदर्भित कर सकते हैं 6TiSCH के बारे में बहुत सारी अन्य रचनायें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं विशेष रूप से सॉफ्टवेयर 6TiSCH को परिभाषित करते हैं इतने सारे अलग अलग शोध हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं इसलिए समय सारणी चैनल में TiSCH परिदृश्य को रोकते हुए हमdeterministic communication के बारे में बात कर रहे हैं जो औद्योगिक सेटिंग्स में बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए यह deterministic communication resource allocation के प्रावधान को सुनिश्चित करने में मदद करेगा जैसे कि ऊर्जाकम्प्यूटेशन स्टोरेज नेटवर्क संसाधन और अन्य के सन्दर्भ में तो यह IETF 6TiSCH वर्किंग ग्रुप है जिसने विभिन्न उद्देश्यों को पेश किया है जो औद्योगिक प्रक्रिया नियंत्रण स्वचालन और monitoring applications के लिए काम का है 6TiSCH में SDN के implementation के लिए अलग अलग चुनौतियाँ हैं IIoT के विषय में अविश्वसनीय लिंक से निपटने की चुनौतियाँ होती हैं हमारे पास Low power network system और अलग प्रकार के चुनौतीपूर्ण नेटवर्क हैंजो लिंक और नेटवर्क कंपोनेंट्स के सन्दर्भ में अविश्वसनीय हैं तो यह एक बहुत अधिक गतिशील व कम पावर एवं अधिक बाधा डालने वाला उपकरण है जहां हमें SDN को लागू करना है तो यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है और ऐसा करने के लिए बहुत सारे शोध प्रयास किए जा रहे हैं और यहाँ इस संदर्भ में आप 6TSSCH में SDN के implementation के बारे में सोचने और समझने की शुरुआत कर सकते हैं तो नियंत्रण ओवरहेड भी है क्योंकि आप SDN के बारे में बात कर रहे हैं एसडीएन एक महत्वपूर्ण चुनौती है जिसे आप जानते हैं कि नियंत्रण के इस ओवरहेड से निपटना है एसडीएन में नियंत्रण ओवरहेड एक महत्वपूर्ण चुनौती है यह बहुत सारे लाभ देता है लेकिन यह एक चुनौती भी है और आप इस नियंत्रण के साथ कैसे व्यवहार करते हैं इसके लिए मूल रूप से स्लाइसिंग तंत्र प्रस्तावित किया गया है और इस विशेष स्लाइसिंग तंत्र में हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसके पास अलग अलग समय के स्लाइस या टाइम स्लॉट जैसेconceptsहोते हैं और निश्चित बात है कि डिवाइस में कुछ समय स्लॉट्स होते हैं जैसे कि अंत डिवाइस एज डिवाइस जिसे आप जानते हैं कि निश्चित समय स्लॉट्स को अन्य टाइम स्लॉट्स Controller को दिया जाएगा तो ये सभी इसका उपयोग करेंगे आप अलग अलग समय के स्लाइस या टाइम स्लॉट को अलग अलग बिंदुओं पर जानते हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं तो मूल रूप से स्लाइसिंग तंत्र आपको 6TiSCH नेटवर्क पर बहुत अधिक कुशल तरीके से आगे कि ओर बढ़ने के लिए एक रास्ता देगा और नियंत्रण ओवरहेड को कम करने में भी आपकी सहायता करेगा इसलिए सम्पूर्ण रूप से एक सॉफ्टवेयर को परिभाषित करने के लिए 6TiSCH को स्लाइसिंग तंत्र के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है जिसमेdeterministic low latency नेटवर्क के performance में सुधार के लिए commuication विशेष रूप से ओवरहेड सहायता करते हैं तो लाभ यह होगा कि यदि आप SDN का उपयोग करते हैं तो आप इन सभी चीजों का अधिक कुशल तरीके से ध्यान रखने वाले हैं यह बहुत संक्षेप में है कि यह कैसे परिभाषित सॉफ्टवेयर 6TiSCH प्रोटोकॉल स्टैक जैसा दिखता है इसलिए मैं उनमें से किसी के माध्यम से विस्तार से नहीं जा रही हूं लेकिन जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ये अलग अलग लेयर हैं तो बहुत नीचे 802154 मानक है जिसके बारे में हमने पहले भी बात कि हैं लेकिन अगर आप TSCH RDC SYNCH को जानते हैं तो आपके पास यह 802154 2015 TSCH MAC है और फिर आपके पास यह 6 विभ्भिन प्रकार के पैन - एचसी है तो 6 Low PANमूल रूप से जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है 6 Low PANहमने इसके बारे में पहले एक अलग व्याख्यान में बात की है और यह 6 मूल रूप से IPV6 से आता है और इसका उपयोग 6TiSCH प्रोटोकॉल में किया गया है तो यह नाम 6TiSCH मूल रूप से 6 IPV 6 या 6 Low PAN में से 6 से आता है और फिर आपके पास माइक्रो SDN की यह सुरक्षा है और यह माइक्रो एसडीएन मूल रूप से एक हल्के प्रोटोकॉल स्टैक का परिचय देता है जो control प्लेन ओवरहेड को कम करने में सक्षम है और यह इस Contiki ऑपरेटिंग सिस्टम में IEEE 802154 implementation पर आधारित है जो सिमुलेशन के लिए है सेंसर नेटवर्क Contiki में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है तो यह मूल रूप से Contiki ऑपरेटिंग सिस्टम के शीर्ष पर चलता है इसलिए IIoT के लिए एक सॉफ्टवेयर परिभाषित edge यह सम्पर्णarchitecture है आपके पास अलग अलग औद्योगिक उपकरण और उपकरण हैं जो edge पर नेटवर्क में हैं जैसे कि यहां दिखाए गए हैं और फिर आपके पास ये अलग अलग क्लस्टर हेडऔर edge सर्वर हैं जो कि इंटरनेट से जुड़कर कनेक्ट होंगे और फिर आपके पस यह एसडीएन controller है जो पूरी चीज़ को control करने के लिए शीर्ष पर बैठा है तो आप सॉफ्टवेयर परिभाषित edge IIoT आर्किटेक्चर में अलग अलग components जैसे क्लस्टर हेड इंडस्ट्रियल क्लाउड एज नेटवर्क सॉफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क कंट्रोलर डिवाइसेज और अप्लाइंसेस और इन एप्लिकेशन को ले सकते हैं जो इस विशेष आर्किटेक्चर में होलिस्टिक रूप से दिखाए गए हैं जो बहुत ही सरलता से समझे जा सकते हैं इसलिए मुझे इन विभिन्न components में से प्रत्येक के माध्यम से आगे विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है तो सॉफ्टवेयर परिभाषित नियंत्रण प्लेन भी स्मार्ट ऊर्जा स्मार्ट रीड जैसी विभ्भिन जगहों पर लागू होता है स्मार्ट ग्रिड मॉनिटरिंग सिस्टम में इनमें से एक का उपयोग Centralized controller का उपयोग करके किया जा सकता है सॉफ़्टवेयर परिभाषित स्मार्ट ग्रिड components में विभिन्न अन्य component हैं जैसे कि Distributed Management System DMS DERMS जो मूल रूप से Distributed Energy Resource Management System हैं SCADA वह है जो automation के लिए महत्वपूर्ण है जैसा कि हमने automation और IIoT को सक्षम करने से पहले देखा है और SDIIoT के लिए और साथ ही जो भी हमने चर्चा की है उसे सक्षम करने के लिए SCADA एक बहुत ही महत्वपूर्ण component है तो यदि आप SDN सक्षम स्मार्ट ग्रिड के लिए रुचि रखते हैं तो ऊपर जो भी हमने चर्चा की है वो विशेष रूप से आपको उसमे आसानी से सहयोग करेगा आपको इस बात का मुख्य आकर्षण देगा कि आप स्मार्ट ग्रिड के लिए सॉफ्टवेयर परिभाषित control प्लेन से कैसे निपटने जा रहे हैं तो यह स्मार्ट ग्रिड के लिए सॉफ्टवेयर परिभाषित controlप्लेन का सम्पूर्ण दृष्टिकोण है यह केवल control प्लेन को दिखाता है इसलिए आप इन सभी components को अपने South bound और मध्यवर्ती components जैसे स्विच और राउटर संचालन और रखरखाव service management फॉल्ट डिस्कवरी ट्रैकिंग सहित करने जा रहे हैं सामान्य सुरक्षा मुद्दों में TOPOLOGY प्रबंधन FAULT TOLERANCE एवं अन्य मुद्दे होते हैं तो इन सभी को मूल रूप से control लेयर में ध्यान रखा जाता है

और फिर आपके पास वह सभी अलग अलग componentsहोते हैं जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाए थे तो SCADA DERMS और DMS इस advanced distributed management systemका हिस्सा हैं इसलिए एक साथ मूल रूप से वे स्मार्ट ग्रिड के लिए सॉफ्टवेयर परिभाषित SDN सेवाओं की पेशकश करने के लिए हाथ से काम करते हैं इसलिए SDN के संबंध में चुनौतियां हैं औरIIoT में हम कम पावर और अत्यधिक बाधा वाले LOOSY नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए इस तरह के निरंतर वातावरण में SDNimplementation इस तरह के सीमितवातावरण में Open flow के implementation की आवश्यकता है लेकिन एक बड़ी चुनौती है Open flowप्रोटोकॉल ही हैवीवेट है और IIoT बाधा वाले वातावरण में Open flowको लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है जो काफी समझ में आता है लेकिन इसे पूरा भी करना होगा इसलिए परिणामी रूप से अलग अलग कार्य हैं जैसे IIoT के इन प्रकार के बाधा रहित वातावरण में implementation के लिए light weight आदि जो इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि आप open flow या अन्य सॉफ़्टवेयर परिभाषित समाधानों को कैसे प्रयोग में ला सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए अलग अलग मुद्दे हैं FOG ARCHITECTURE पर विचार जहां open flow का कुछ हिस्सा हैं आपके द्वारा बताये गए सॉफ़्टवेयर परिभाषित समाधान FOG के उपकरणों में और FOG NODES में लागू किया जा सकता है भागों को क्लाउड पर केंद्रीकृत तरीके से लागू किया जा सकता है तो FOG सक्षम समाधानों की तरह हैं जो IIoT के इस बाधा और नुकसान भरे वातावरण के लिए सॉफ्टवेयर परिभाषित नेटवर्क को लागू करने की इन विभिन्न चुनौतियों का ख्याल रखने के लिए भी प्रस्तावित किए जा रहे हैं अब हम आपको MININET के माध्यम से open flow के implementation को दिखाने जा रहे हैं जो एक लोकप्रिय एमुलेटर है जो COMMUNITY में पाए जाते हैं तो आप सॉफ्टवेयर परिभाषित नेटवर्क को लागू करने और IIoT की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए MININET का उपयोग कैसे कर सकते हैं जो मैं आपको जल्द ही एक संक्षिप्त डेमो देने जा रही हूं इसलिए मेरे साथ Mr SamareshBeraहैं और मेरे साथ यह विशेष डेमो देने में मेरी मदद करेंगे इसलिए मैं आपको सबसे पहले यह दिखाने जा रही हूं कि MININET में implementation के लिए यह आर्किटेक्चर कैसा दिखता है तो मैं आपको यह बात सबसे पहले दिखाउंगी कि हम यह कहें कि हम मिनिनेट में सॉफ्टवेयर परिभाषित नेटवर्क को लागू करना चाहते हैं तो मिनीनेट वह एमुलेटर है जिसके साथ हम इस सॉफ्टवेयर परिभाषित नेटवर्क का अनुकरण करने जा रहे हैं और हम IITT ट्रैफिक का उपयोग करने जा रहे हैं विशेष रूप से IoT ट्रैफ़िक तो हम कहते हैं कि हमारे पास यह मिनीनेट है जो इन विभिन्न नोड्स की गंभीरताका ख्याल रखने वाला है बता दें कि ये गोल घेरे आपके अलग स्विच हैं तो ये आपके स्विच हैं और हमारे पास इस तरह का एक उदाहरण होगा कि आप इन स्विचों के माध्यम से कुछ IIoT ट्रैफ़िक फ़्लोट करने जा रहे हैं और इन स्विचेस को ओपनवी के रूप में जाना जाता है जो मूल रूप से उन स्विचेस में ओपन फ़्लो इनेबल है तो हमारे पास यह खुले गोल घेरे हैं आइए हम मान लें कि ये ओपनवी सक्षम स्विच हैं तो जो इसमें open flow को लागू करता है और हम मानलेंकिइन विभिन्न नोड्स में से किसी एक के माध्यम से IIoT ट्रैफ़िक आने वाले हैं और फिर हमारे पास एक controller होगा इसलिए SDN में हम पहले ही देख चुके हैं कि हमें किसी प्रकार के controller की आवश्यकता है और विशिष्ट नियंत्रक है जिसे हम उपयोग करने जा रहे हैं उसका नाम है POX तो POXcontroller के पास इन अलग अलग स्विचों पर यह विशेष नियंत्रण होने वाला है जो ये ओपनवी स्विच सही हैं और शीर्ष पर आपके पास एक एप्लिकेशन या अलग अलग एप्लिकेशन हैं जो चल रहे हैं तो हम कहते हैं कि कुछ एप्लिकेशन चल रहे हैं इसलिए मैं आपको कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल दिखाना चाहती हूँ सबसे simple routing protocol जिसके बारे में मैं सोच सकती हूं कि सबसे छोटा सबसेकमसमयलेनेवालारास्ता है तो संक्षेप में यह एसपीडी के रूप में जाना जाता है DELAY प्रोटोकॉल इस विशेष controller का उपयोग करके लागू किया जा रहा है तो यह ऐसा उदाहरण है जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आप कैसे लागू करने जा रहे हैं और यह कैसे रूट होने वाला है और यह Mininet environment है जिसे इस Google क्लाउड पर implement किया गया है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हम Mininet एमुलेटर का उपयोग करके इसे कैसेimplement करने जा रहे हैं इसलिए इससे पहले कि मैं यह करूं कि मैं आपको कुछ दिखाऊं जो आपको वास्तव में सीखने से पहले करने की आवश्यकता है इसलिए सबसे पहले implement करने के लिए हमें मूल रूप से कुछ सिस्टम सेटिंग्स की आवश्यकता होती है इसलिएये अलग अलग सेटिंग्स हैं जिन्हें मिनिनेट पर हमारे सबसे छोटे path delay protocol को चलाने से पहले करना होगा तोसबसे पहले ये सिस्टम आवश्यकताएं हैं इसलिए आपको 2 कोर सीपीयू और 20 जीबी स्टोरेज के साथ न्यूनतम 4 जीबी रैम के साथ UBUNTU 14 और उससे अधिक होना चाहिए अन्य आवश्यकताएं ऐसी हैं जैसे आप जानते हैं कि आपको कुछ सॉफ़्टवेयर 27 नेटवर्कएक्स इंस्टॉल करने की आवश्यकता है 21 pip और कुछ और इंस्टॉलेशन करने होंगे इसके अलावा जब आप इन सभी को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको Mininet और POX को इंस्टॉल करना होगा तो मिनिनेट इंस्टॉलेशन आपको पता है कि मैंने आपको मिनिनेट डाउनलोड करने के लिए सोर्स दिया है और इंस्टॉलेशन कमांड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है तो installsh यह इस मिनीनेट पॉक्स आदि को स्थापित करने जा रहा है जो भी अन्य निर्भरताएं हैं इसलिए यहां डाउनलोड होने के बाद सब कुछ इंस्टॉल होने वाला है इसलिए इसके बाद हम नेटवर्क टोपोलॉजी निर्माण के लिए जा रहे हैं ताकि इस विशेष पैकेज को डाउनलोड किया जा सके और इसे इस तरीके से इंस्टॉल किया जा सके और IoT ट्रैफ़िक जनरेटर के लिए यह ट्रैफ़िक जनरेटर है जिसका हमने उपयोग किया है हमने D ITG ट्रैफिक जनरेटर का उपयोग किया है और यह आप जान सकते हैं कि इसे इस विशेष स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है और इसलिए मूल रूप से प्रयोग की जाने वाली सेटिंग्स को आप जानते हैं कि कृपया हमारे पेपर के माध्यम से जाएं जिसका शीर्षक यहां दिया गया है यह IEEE transaction में 2018 में कंप्यूटिंग में उभरते विषयों पर प्रकाशित किया गया था और इसी DOI को भी आपके लिए दिया गया है तो इस विशेष संदर्भ का उपयोग करके आप हमारे पेपर के माध्यम से संबंधित सेटिंग्स को देख सकते हैं तो हम आपको यह विशेष प्रयोग दिखाने के लिए उन सेटिंग्स का उपयोग करेंगे तो link bandwidth link delay flow की आवश्यकताएं traffic generationकी दर पैकेट आकार आदि की सेटिंग्स इस विशेष पेपर में दी गई हैं तो उन सेटिंग्स का उपयोग करें जैसा कि मैंने आपको बताया प्रायोगिक प्लेटफ़ॉर्म Google क्लाउड और इसलिए विशेष रूप से Google क्लाउड इंस्टेंस जिसका हम उपयोग कर रहे हैं CPU Intel Skylake 2 वर्चुअल CPU RAM 75 GB और 50 GB स्टोरेज और फॉरवर्डिंग rule का उपयोग करेंगे सबसे छोटा delay path आप किसी भी अन्य रूटिंग एल्गोरिथ्म का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि आपका सबसे छोटा Path first protocol या MRC या कोई अन्य रूटिंग सूचना प्रोटोकॉल रीप या जो आप चाहते हैं इसलिए केवल उदाहरण के लिए हम आपको सबसे छोटा Delay route दिखाने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि यह पैकेट को 1 बिंदु से दूसरे बिंदु तक कैसे आगे बढ़ाता है इसलिए ये पैकेट मूल रूप से ट्रैफ़िक पैकेट को रूट कर रहे हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं परिणाम जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वे मूल रूप से Network performance monitoring का ध्यान रखेंगे जो थ्रूपुटdelay और JITTER के संबंध में होगा तो JITTERPACKET LOSS PARAMETER Network performance monitoringstandards में से कुछ हैं और इनका उपयोग पैकेट control में भी किया जाएगा इसका मतलब है controller और quality of service उल्लंघन के लिए आने वाले पैकेटों की संख्या इसलिए इन सभी को मापा जाएगा और दिखाया जाएगा इसलिए यदि आप एक शोध पत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो मूल रूप से आप इन नेटवर्क पैरामीटरको प्लाट करते हैं तो आप दिखाते हैं कि ये नेटवर्क पैरामीटर समय के संबंध में कैसे हैं तो यह कमांड है जिसे आप इस विशेष प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए उपयोग करने जा रहे हैं जिसे हम दिखाने जा रहे हैं और यह एक प्रदर्शन है तोयह विशेष कमांड है जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं तो चलिए अब हम इस विशेष विंडो पर जाते हैं और आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे काम करने जा रहे हैं इसलिए जैसा कि प्रोफेसर मिश्रा ने उल्लेख किया है कि हम Mininet एमुलेटर का उपयोग करेंगे स्विच को कंट्रोल करें और हम open flow 11 का उपयोग कर रहे हैं जैसा कि मिनीनेट 11 का समर्थन करता है यह 12 या 13 का समर्थन नहीं करता है इसलिए हम open flow संस्करण 11 का उपयोग करेंगे इसलिए लेफ्ट साइड विंडो में हमारे पास पॉक्स कंट्रोलर टर्मिनल है और राइट साइड में हमारे पास मिनीनेट टोपोलॉजी टर्मिनल है तो पहले हमें POX कंट्रोलर को सक्षम करना होगा ताकि वह स्विच को सुन सके तो मैं कुछ कमांड का उपयोग करुँगी तो यह वह कमांड है जिसे हमने आवश्यकताओं के अनुसार एक कोड लिखा है जैसे कि सबसे छोटा delay path चल रहा होगा और पायथन प्रोग्राम को रन करेगा python poxpy जो POX कंट्रोलर के सभी मॉड्यूल को सक्षम करेगा फिर हमारे पास डिज़ाइन स्कीम है फिर flowdiscovery खोलें ताकि यह सभी स्विचों को सुन सके जो भी खोजा गया है और अंत में हमने DEBUGGING विधि को सक्षम किया है तो मुझे यह कमांड चलाने दें आप देख सकते हैं कि Open flow port नंबर 6633 पर सुन रहा है और यह लोकल कंट्रोलर है इसीलिए हमारे पास कोई बाहरी आईपी एड्रेस नहीं है अब POX कंट्रोलर सुन रहा है इसलिए पॉक्स कंट्रोलर को सक्षम करने के बाद हम मिनिनेट का उपयोग करके नेटवर्क का अनुकरण करेंगे तो इसके लिए हमारे पास विशिष्ट आदेश है कि sudo python py हमने टोपोलॉजी बनाने के साथ साथ ट्रैफ़िक उत्पन्न करने के लिए एक विशेष स्क्रिप्ट बनाई है इसलिए नेटवर्क का अनुकरण करने के बाद आपने Barabasi Albert topologyऔर स्विच को सुनने वाले पॉक्स कंट्रोलर का उपयोग करके नेटवर्क बनाया है यही कारण है कि आप उस openflowsearch को देख सकते हैं विभिन्न स्विच खोज सकते हैं लिंक का पता लगा सकते हैं स्विच का पता लगा सकते हैं अगर मैं पॉक्स कंट्रोलर की तरफ बढ़ती हूँ तो आप देखेंगे कि विभिन्न लिंक का पता लगाया गया है और ये स्विच हैं जो pox कंट्रोलर से जुड़े हैं अब टोपोलॉजी बनाने के बाद टोपोलॉजी स्थिर है और यह POX कंट्रोलर से जुड़ा है अब कमांड gen का उपयोग करके मैं ट्रैफ़िक उत्पन्न करुँगी इसलिए वर्डgen का मतलब है कि यह IoT ट्रैफ़िक उत्पन्न करने में सक्षम है जिसे हमने परिभाषित किया है और हमने स्क्रिप्ट में लिखा है इसलिए अगर मैं जीन पर स्पेस देती हूं तो यह IoT ट्रैफिक उत्पन्न करने वाला है इसलिए हमने 100 सेकंड के लिए ट्रैफ़िक का सिमुलेशन किया है इसका मतलब है कि 100 सेकंड के लिए यह कम संख्या में फ्लो उत्पन्न करेगा तो एक फ्लो पैकेट की एक धारा है इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ संख्या में फ्लो है लेकिन पैकेट की संख्या 1000 के क्रम में है इसलिए पॉक्स कंट्रोलर में बाएं हाथ की तरफ आप TCP फ्लो के लिए व UDP फ्लो पैकेट के लिए एक पैकेट देख सकते हैं तो विभिन्न पैकेट फ्लो उत्पन्न होते हैं और पॉक्स कंट्रोलर मेसेजेस में पैकेट प्राप्त करता है इसलिए हमें प्रयोग पूरा करने के लिए कुछ समय प्रतीक्षा करें और फिर हम आपको परिणाम दिखाएंगे तो सभी ट्रैफ़िक उत्पन्न होते हैं प्रवाह उत्पन्न होते हैं और आप देख सकते हैं कि विभिन्न पोर्ट्स के यूडीपी पोर्ट्स पर स्रोत के रूप में उत्पन्न होते हैं इसलिए हमने ट्रैफ़िक निर्माण पूरा कर लिया है तो आइए हम मिनिनेट एमुलेटर छोड़ दें तो बाएं हाथ की तरफ आप POX कंट्रोलर पर देख सकते हैं यह पता चला है कि स्विच डिस्कनेक्ट हो रहे हैं स्विच आईडी नंबर के साथ डिस्कनेक्ट हो गया है अब हम आपको परिणाम दिखाते हैं तो यहाँ आप मिनीनेट एमुलेटर पर देख सकते हैं एक लॉग उत्पन्न होता है जिसमें विभिन्न नेटवर्क डिस्प्ले मैट्रिक्स होते हैं इसलिए मुझे इसे डिकोड करना चाहिए क्योंकि हमने डी आईटीजी जनरेटर का उपयोग करके ट्रैफ़िक उत्पन्न किया है इसलिए हमें इस कमांड ITG डिकोड का उपयोग करना होगा तो कमांड ITGDec log है तो यह सिर्फ पूरी बात को कमपाइल कर रहा है अब अंत में आप देख सकते हैं कुल फ्लो की संख्या 24 है और कुल समय 50 सेकंड है इसलिए हालांकि हमने 50 सेकंड में 100 सेकंड को परिभाषित किया है सभी फ्लो उत्पन्न होते हैं और नेटवर्क में रूट किए जाते हैं और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि पैकेटों की कुल संख्या अधिकतम क्रम में है 24 प्रवाह के लिए पैकेटों की कुल संख्या 74150 उत्पन्न होती है और हम विभिन्न चीजों को देख सकते हैं जैसे किAverage delayक्या है यानी 218 मिलीसेकंड फिर औसत JITTER जो 18 मिलीसेकंड है और फिर हमारे पास औसत बिट रेट है जो थ्रूपुट है इसलिए हमें बिट रेट 4578 kbps मिल गया है और अंत में आप पैकेट की औसत संख्या को गिरा सकते हैं जो कि 185 प्रतिशत है जो बहुत कम है तो आप अपने स्वयं के बेंचमार्क को डिज़ाइन कर सकते हैं और आप इसे प्रयोग कर सकते हैं और तदनुसार आप नेटवर्क प्रदर्शन को measure करसकते हैं POX कंट्रोलर में हम देखते हैं कि क्या हुआ मैं POX कंट्रोलर से बाहर निकल रहा हूं इसलिए जहां हमने रिजल्ट स्टोर किए हैं आइए देखें कि हमने क्या प्राप्त किया है तो बिल्ली के आँकड़े 1log हम यह एक generate किया है इसलिए मुझे जाँचने दो कि हमें यहाँ क्या मिला है इसलिए आईपी पैकेट की कुल संख्या हम 277 प्राप्त कर चुके हैं इसलिए यूडीपी पैकेट की संख्या हमें 202 मिली है क्योंकि मूल रूप से प्रोफेसर मिश्रा ने उल्लेख किया है कि आमतौर पर आईओटी में आपके पास यूडीपी फ्लो होता है तो यही कारण है कि हमने यूडीपी पैकेट भी गिना है और यूडीपी फ्लो की संख्या 24 है तो बाएं दाहिने हाथ में आप देख सकते हैं कि फ्लो की संख्या भी उत्पन्न होती है जो 24 है QoS का उल्लंघन UDP फ्लो है जो 0 है हालांकि हमारे पास नेटवर्क में 74150 पैकेट हैं लेकिन हमें केवल 277 मिलियन पैकेट मिले हैं मेसेजेस में कंट्रोलर अंत पर इसका मतलब है कि फ्लो नियमों के अनुसार कई पैकेट जो फ्लो नियम के साथ मेल खाते हैं इसलिएअकंट्रोलर दर पर पैकेट को generate किए बिना डेस्टिनेशन को भेज दिया गया तो यह एक छोटा डेमो है जो हमने आपको दिखाया है ताकि आप IoT ट्रैफ़िक का simulation कर सकें और आप नेटवर्क के प्रदर्शन की मॉनिटरिंग कर सकें साथ ही आप वास्तविक डेटा को फेसेस में बाँट सकते हैं जो सेंसर से नेटवर्क पर आ रहे हैं और आप तैनात कर सकते हैं अपने स्वयं के रूटिंग एल्गोरिथ्म का वास्तविक समय में SDN कंट्रोलर का उपयोग करते हैं डिले या मिनिमम लॉस को कम करें या हम कहें कि हम नेटवर्क एफिशिएंसी को अधिकतमकरनाचाहतेहैं इसलिए इसके साथ हम समाप्त करते हैं और यह IIoT और सॉफ्टवेयर परिभाषित IIoT पर आगे बढ़ने के लिए आपके लिए अलग अलग संदर्भों की एक सूची है ये संदर्भ आपको अलग अलग समाधानों और अलग अलग पहलों के बारे में बेहतर विचार देंगे यह विशेष रूप में आपको 6TiSCH आर्किटेक्चर को समझने के लिए प्रोत्साहित करेगा और यह औद्योगिक IoT विषय के लिए गोद लेना है और आप IINT के लिए 6TiSCH आर्किटेक्चर के लिए SDN को कैसे सक्षम कर सकते हैं इसलिए इसके साथ हम IIoT के लिए सॉफ्टवेयर परिभाषित नेटवर्क पर संपूर्ण व्याख्यान के अंत में आते हैं धन्यवाद